मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंपीयर का नियम हमने स्टेडी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पर ध्यान केंद्रित किया है हमने बायो सावर्ट नियम के बारे में जाना है और इसके आधार पर फील्ड के डायवर्जेंस को शून्य और किसी भी बिंदु पर फील्ड के कर्ल को 0j के रूप में व्युत्पन्न किया जहाँ j करंट डेंसिटी है मैं आपको याद दिला दूं कि jएक सदिश राशि है जिसका किसी भी सरफेस पर वेक्टरda के साथ डॉट प्रोडक्ट उस सरफेस से होकर करंट I देता है और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है इस तरह हम इसे परिभाषित करते हैं B0 B0j jrdaI अब हम जो जानना चाहते हैं वह यह है कि हम समीकरणों B0 B0j का उपयोग फ़ील्ड की गणना में किस प्रकार कर सकते हैं याद करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए समानांतर समीकरण इस तरह थे कि हमारे पास Er0 और Er0 है उदाहरण के लिए समीकरण Er0हमें Erको पोटेंशियल Vr के माइनस ग्रेडियंट के द्वारा परिभाषित करने की अनुमति देता है समीकरण Er0 को गॉस का नियमGauss's Law कहते हैं कुछ सिमेट्रिक स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए इस समीकरण का विशेष रुप से डिफरेंशियल फॉर्म अथवा पॉइसन इक्वेशनPoisson's Equation का उपयोग किया जा सकता है Er0 और Er0 उदाहरण के लिए एक पॉइंट चार्ज या एकसमान आवेशित स्फीयर या एकसमान आवेशित सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने के लिए यह गॉस का नियमGauss's Law का प्रयोग कर सकते हैं तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम B के लिए पोटेंशियल को परिभाषित कर सकते हैं दूसरा प्रश्न जो हम पूछते हैं क्या हम कुछ सिमेट्रिक स्थितियों के लिए B की गणना करने के लिए B0j का उपयोग कर सकते हैं B के लिए पोटेंशियल को परिभाषित करने के प्रश्न को मैं बाद के व्याख्यान के लिए स्थगित कर रहा हूं इस व्याख्यान में हम दूसरे प्रश्न पर ध्यान देंगे और वह है क्या हम कुछ सिमेट्रिक स्थितियों के लिए B की गणना करने के लिए B0j का उपयोग कर सकते हैं तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल फॉर्म समीकरण B0jको अलग से लिखते हैं और इसको एक नाम देते हैं एम्पीयर का नियमAmpere's Law आइए हम इसका इंटीग्रल रूप लिखें और वह इस प्रकार होगा याद कीजिए कि वेक्टर् फील्ड के लिए स्टोक्स थ्योरमStoke's Theorem मुझे बताती है कि यदि मेरे पास एक क्लोज़्ड पैथ है और यदि मैं इस पर इस प्रकार से चलता हूं तो इस रास्ते के अनुदिश BdlBdS जहां dS वह छोटा एरिया एलिमेंट है और मैंने यहाँ एक क्लोज़्ड पैथ दिखाने के लिए इंटीग्रल के ऊपर एक सर्किल बनाया है dS की दिशा राइट हैंड रूल से ली जाती है अगर मैं अपनी उंगलियों को dl की ओर मोड़ता हूं तो अंगूठा मुझे एरिया एलिमेंट दिशा देता है यह तुरंत मुझे बताता है कि Bdl 0JrdS के बराबर होने जा रहा है और JrdS जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में कहा था कि JrdS करंट के बराबर होता है इसलिए यह 0Iप्राप्त होता है तो आइए हम एम्पीयर का नियमAmpere's Law का इंटीग्रल रूप लिखें अर्थात क्लोज़्ड पैथ के लिए B का लाइन इंटीग्रलउस पथ से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली इन्क्लोज़्ड करंट के 0गुना होती है तो चलिए करंट को इन्क्लोज़्ड करंट लिखते हैं यह गॉस का नियमGauss's Law के इंटीग्रल रूप के समान है B0j BdlBdS0JrdS0Ienclosed तो चलिए इसे फिर से लिखते हैं हमारे पास एम्पीयर का नियमAmpere's Law है जो कहता है कि Bdl का इंटीग्रल उस पथ से घिरे हुए 0Ienclosed के बराबर है अर्थात Bdl0Ienclosed मैं यहां पर पथ बनाकर दिखाता हूं यह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस का नियमGauss's Law के समान है जिसमें कहा गया था कि एक सतह पर Erdl Qenclosed0 के बराबर था इसलिए जैसे हम कुछ सिमेट्रिक स्थितियों में गॉस का नियमGauss's Law का उपयोग करते हैं वैसे ही हम सिमेट्रिक स्थितियों में भी मैग्नेटिक फील्ड की गणना करने के लिए एम्पीयर का नियमAmpere's Law का उपयोग कर सकते हैं आइए अब उदाहरण लेते हैं हम सबसे सरल उदाहरण से शुरू करते हैं मेरे पास करंट I को ले जाने वाला एक लंबा तार है मैं बायो सावर्ट नियम से अनुमान लगाता हूं कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड वृत्ताकार दिशा में होने वाला है इसकी हम पहले ही एकबार गणना कर चुके हैं लेकिन मैं इस बात पर फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि ऊपर से देखा जाए तो करंट कागज से बाहर निकलता दिखेगा और तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की दिखती हैं और वे सर्कल के चारों ओर जाती हैं इसलिए वे केवल दूरी s पर निर्भर करती हैं न कि उस बिंदु पर जहां मैं हूं यानी पर तो यह एक सिमेट्रिक स्थिति है जिसमें सिलैंडरिकल सिमेट्री है आइए अब इसके कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की गणना के लिए एम्पीयर का नियमAmpere's Law को लागू करते हैं स्कूल फिर से बनाता हूं यहां पर करंट I है और दूरी s पर एक पथ है तो मेरे पास Bdl0I है यदि मैं इस पथ परdl लेता हूं यह B के समान दिशा में है तो B का परिमाण निकलता है या मैं Bको B लिख सकता हूं इसी प्रकार dl को Rd लिख सकता हूं इसलिए यह इंटीग्रल 02Bdl0Iप्राप्त होता है और क्योंकि यह 1 है और इसलिए मुझे BR20Iमिलता है और इसलिए B0I2πR है जबकि B0I2πR प्राप्त होता है मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं Bdl0I 02πB Rdϕ0I BR2π0I B0I2πR कि यदि मान लीजिए हमने दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला किया होता और मान लेते हैं कि हम इस तरह dl लेते और B भी dl की दिशा में होता तब Bdl मुझे नेगेटिव क्वांटिटी के रूप में प्राप्त होता क्योंकि Jr और dS विपरीत दिशाओं में होंगे मैं यहां मान रहा हूं कि Bनेगेटिव दिशा में है और फिर मुझे नेगेटिव उत्तर मिलता है और इसलिए मुझे फिर से Bके लिए सही उत्तर मिलेगा कि B दिशा में पॉजिटिव होगा इस प्रकार यदि मैं लाइन एलिमेंट की दिशा और सरफेस एरिया की दिशा के अनुरूप हूं तो मुझे B के लिए भी सही दिशा मिल जाएगी दूसरे उदाहरण के रूप में मैं xy प्लेन में करंट ले जाती हुई एक चार्ज शीट लूंगा मान लीजिए कि सरफेस करंट y दिशा में है क्योंकि यह करंट की शीट है तो इसकी थिकनेस शून्य लेते है मुझे करंट K ले जाने की जरूरत है जिसे मैं सरफेस करंट कहूंगा इससे पहले कि मैं इस समस्या को हल करूं मैं सरफेस करंट पर कुछ समय व्यतीत करूंगा सरफेस करंट की थिकनेस शून्य होती है क्योंकि यह करंट की शीट होती है तो यह एक करंट है जिसका प्रति इकाई मान K के बराबर होता है और चूँकि यहाँ K y दिशा में है इसलिए मैं K को K वेक्टर लिख सकता हूँ और यह एक करंट है जिसे परिमाण के साथ y दिशा में लिखा जा सकता है अर्थात KK y अगर मैं इसे करंट डेंसिटी J के रूप में लिखने पर जोर देता हूं तो यह JK y के बराबर होगा क्योंकि शीट x y प्लेन में है आइए इसकी जांच करें परिभाषा के अनुसार करंट I को Jda के बराबर होना चाहिए और इस मामले में एरिया प्लेन के अनुदेश होगा इसकी ऊंचाई dz होगी और चलिए इसे इकाई 1 मानते हैं तो यह K y y dz के बराबर होने जा रहा है यह मुझे K देता है तो यह संगत परिणाम है सतह धारा के लिए j एक डेल्टा फ़ंक्शन की तरह है डेल्टा 1z के रूप में जाता है और इसलिए आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही प्रति यूनिट क्षेत्र में पहले से ही करंट प्रति इकाई एरिया है सरफेस करंट K प्रति इकाई लंबाई होती है यह सरफेस चार्ज डेंसिटी के समान है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं तो अब हमारे एक पास शीट है तो चलिए अब इसे इस तरह बनाते हैं x दिशा इस तरह है y मान लीजिए कि अंदर जा रहा है और xy अर्थात z दिशा ऊपर जा रही है अब यदि मुझे लाइन करंट के कारण फील्ड की गणना करनी है तो मैं ऐसा कुछ करूँगा मैं ऊंचाई z पर लूंगा यह y है यह x है तब मैं ऊंचाई z पर फील्ड की गणना करूंगा यह ऊंचाई z है करंट इस दिशा में जा रही है इसलिए करंट और जहां पर मैं हूं के लिए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा हमें फील्ड प्राप्त होगा जैसा कि इस नीले तीर द्वारा दिखाया गया है अब मैं इसे मिटा देता हूं बिलकुल ठीक आखिर फील्ड एक वृत्ताकार रेखा में जाता है तो यह इस प्रकार का होने जा रहा है यदि मैं दूसरी तरफ सममित रूप से रखा गया तार ले लूं तो क्या होगा इसमें पुनः फील्ड लाइंस वृत्ताकार दिशा में होंगी तो यह इस दिशा होंगी और साथ में परिणाम होगा कि नेट फील्ड x अक्ष के समानांतर दिशा में होगा तो मुझे बस इतना करना है कि इस तार के कारण फील्ड के x घटक को x दूरी के लिए लेना है और फिर इसे जोड़ देना है तो चलिए अब फिर से इस आकृति को स्पष्ट बनाते हैं यह एक शीट है मैं इस दूरी को z ऊंचाई पर ले रहा हूँ यहाँ पर दूरी x है और इसलिए यह दूरीx2z2होगी मुझे घटक को x दिशा में लेना है यदि यह कोण थीटा है तो यह बाहर का कोण भी थीटा होगा और इसलिए जो भी छोटा dB इस करंट से आ रहा है जिसे मैं काले रंग में दिखा रहा हूं x घटक होने जा रहा है जो 02πKdxx2z2zx2z2 और इसका घटक x दिशा में है जो sin है जो zx2z2 है अतः dB02πKdxx2z2zx2z2 प्राप्त होगा और क्योंकि यह से तक है इसलिए हमें B0Kz2π ∞dxx2z2 प्राप्त होता है dB02πKdxx2z2zx2z2 B0Kz2π ∞dxx2z2 xTan लेते हुए इस इंटीग्रल को तुरंत B0Kz2π 22zsec2θdθz2sec2 में बदला जा सकता है आइए इसको हल करते हैं z z z2 को कैंसिल करता है तथा sec2भी कैंसिल हो जाता है और आपके पास अंतिम उत्तर बचता है जो x दिशा में 0K2 है तो यह फील्ड है यदि आप नीचे तरफ के फील्ड की गणना करते हैं तो यह विपरीत दिशा में होगा इस प्रकार करंट की दिशा को देखकर आप फील्ड की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं जिसके द्वारा यह उत्पन्न हो रहा है तो यह x दिशा में z0 के लिए है और x दिशा में z0 के लिए है B0Kz2π 22zsec2θdθz2sec2x0K2xz0 आइए हम इसी गणना को एम्पीयर का नियमAmpere's Law उपयोग करके करें शीट पर ध्यान देते हुए करंट को देखिए करंट की यह दिशा है तो मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूं कि ऊपर की तरफ का फील्ड x दिशा में होगा और जबकि नीचे का फील्ड x दिशा में होगा जोकि फिर से एक सिमिट्रिक स्थिति है और अगर मैं इस तरह से एक लूप लेता हूं यहां यह दूरी बहुत छोटी z है जहांdz0 तो इस लूप में Bdl मुझे 2Baदेगा यदि मैं इस लूप की लंबाई को aलेता हूं और यह इस लूप से संलग्न करंट के बराबर होना चाहिए जो कि सरफेस करंट K की परिभाषा के अनुसार 0Kके बराबर है और यह आपको तुरंत B0K2 देता है इस प्रकार हम पाते हैं कि B0K2 x यदि z0 तथा B 0K2 x यदि z0 है तो आप देख सकते हैं कि सिमिट्रिक स्थितियों में मैग्नेटिक फील्ड की गणना के लिए एम्पीयर के नियम के इंटीग्रल रूप का उपयोग किया जा सकता है B0K2 x यदि z0 B 0K2 x यदि z0